आपका स्वागत है पूर्व मॉड्यूल में हमने हाथ और उंगलियों की व्याख्याओं पर ध्यान दिया है वर्तमान मॉड्यूल में हम हमारे फ़ीट और पैरों की स्थिति द्वारा औपचारिक रूप से दूसरों के साथ संचार पर ध्यान देंगे हमारे किनेसिक्स संकेतों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या सामान्यीकृत हैं हालांकि इनमें से कई धारणाओं को एक वैज्ञानिक सहारा मिला है शोधकर्ताओं ने हमें बताया है कि हमारे शरीर के अन्य अंगों की तुलना में हमारे पैर और फ़ीट के संचार अधिक ईमानदार हैं यह खोज सबसे पहले पॉल एकमैन और विलियम्स फ्राइसन द्वारा सामने रखी गई थी जिन्होंने सुझाव दिया कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है या झूठ बोलने वाले सामान्य रूप से ऊपरी शरीर के भागों की तुलना में उनके शरीर के निचले हिस्से से अधिक संकेत मिलते है इस विचार को सबसे पहले पॉल एकमैन और विलियम्स फ्राइसन ने आगे रखा था जिन्होंने सुझाव दिया था कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो पैरों और फ़ीट से अधिकतम काइनेटिक संकेत प्राप्त होते हैं शरीर के अन्य भागों की तुलना में जो शरीर के ऊपरी हिस्से में होते हैं यह खोज बाद में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा समर्थित थी और विशेष रूप से मैं स्टाल्टर द्वारा निष्कर्षों को उद्धृत करना चाहूँगा स्टाल्टर ने टिप्पणी की कि हमारे पैरों और फ़ीट की तुलना में हमारे चेहरे के भाव हमारे हाथों के साथ साथ हमारी उंगलियों पर भी बेहतर और सचेत नियंत्रण है आंशिक रूप से यह वहां है क्योंकि हमारी अधिकांश बातचीत के दौरान लोग हमारे चेहरे के ऊपर और कभी कभी हमारे हाथों पर ध्यान केंद्रित करते हैं हमारा मस्तिष्क ठंड या दौड़ने के संकेतों को प्रसारित करता है ये वृत्ति हमारे पैरों में दिखाई देती हैं उदाहरण के लिए यदि आप किसी व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं बल्कि विश्वासघाती पथ पर चल रहे हैं अगर दूसरे व्यक्ति जो हमारे सामने चल रहा है वह ठोकर खा जाता है या वह रुक जाता है तो हम तुरंत रुक जाते हैं इसके पीछे के कारण के बारे में बिना सोचे समझे तो ये सहज संकेत हैं हमारे पैरों और फ़ीट की स्थिति की मदद से संचार किया गया हैं पेशेवर स्थितियों में भी अंत रंग और पारस्परिक स्थितियों में हम पाते हैं कि ये धारणाएं वर्तमान में हैं और क्रॉस कल्चरल स्थितियों के आधार पर साझा की गई हैं जैसा कि हमारे चेहरे के भाव हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं हमारे पैर और फ़ीट की स्थिति भी हमारी भावनाओं को बताती है और स्टाल्टर द्वारा एक बहुत ही दिलचस्प लेख का संदर्भ देना चाहूंगा इस 2017 के लेख में उसने छह अलग अलग पैरों की स्थिति का विश्लेषण किया है जो उसे एक पाठक द्वारा भेजे गए थे हम यह पाते हैं कि विश्लेषण बहुत दिलचस्प है और हमारी आम धारणाओं के बहुत करीब है जिस व्यक्ति ने ए के रूप में नामित स्थिति का विकल्प चुना है वह एक दृष्टिकोण या सोच का सुझाव देता है व्यक्ति पसंद करेगा कि इन समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है द्वितीय स्थिति 'बी' वाला व्यक्ति एक स्वप्नदृष्टा होता है जो एक स्पष्ट कल्पना करता है जिस व्यक्ति ने तीसरी स्थिति 'सी' को चुना है वह व्यक्तिगत विकल्प के मामले में पिक्की और चूज़ी है उदाहरण के लिए जूते के प्रकार कपड़े के प्रकार आदि जिस व्यक्ति को 'डी' की स्थिति के लिए चुना गया है उसे आलोचना को खुले और रचनात्मक तरीके से स्वीकार करना मुश्किल लगेगा आम तौर पर हम पाते हैं कि जो लोग बैठने की मुद्रा के आसन को चुनते हैं वो आलोचना सुनने के बजाय तुरंत अपने बचाव के लिए जाएं और हमेशा अपने कार्यों का बचाव करने या बाहर निकलने की कोशिश करने की जल्दी में होते हैं उस स्थिति में बातचीत के पैटर्न को बदलकर जिस व्यक्ति ने इ की स्थिति के लिए विकल्प चुना है वह बहुत अधिक जिद्दी व्यक्ति के रूप में सामने आता है जो जल्दी में नहीं है वह व्यक्ति जिसने आत्म सुधार में बहुत समय लगाया है जितना संभव हो उतना बेहतर दीखने मेंबेहतर प्रदर्शन करने में इसलिए वह व्यक्ति जल्दी में नहीं है वह व्यक्ति प्रतीक्षा करता है और बहुत सारे प्रयास करता है हालांकि एक ही समय में अगर यह हमारे कीनेसिक्स आसन बाकी क्लस्टर द्वारा समर्थित है यह असुरक्षा की एक निश्चित भावना और आत्मविश्वास की कमी का संकेत कर सकते हैं जब भी हम बैठते हैं तो हम आम तौर पर हमारे लिए आरामदायक स्थिति को देखते हैं और साथ ही साथ हम सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत हैं हालाँकि बैठने की स्थिति भी कुछ संदेशों को बताती है जो हमारी अचेतन इच्छाओं और धारणाओं से प्रेरित है हम उदाहरण के लिए खुली और बंद स्थितियों को देख सकते हैं एक व्यक्ति जो खुले पैरों के साथ बैठा है सामान्य रूप से एक आराम की स्थिति के लिए चुना गया है और किसी भी परिस्थिति में आराम से है दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसने क्रॉस लेग पोजीशन का विकल्प चुना है वह एक बंद और मितभाषी व्यक्ति के रूप में सामने आता है इसी तरह तनाव वगैरह जो घुटनों की स्थिति के माध्यम से प्रदर्शित होता है भी चिंता के स्तर के बारे में बहुत कुछ बताता है जो एक व्यक्ति महसूस कर रहा होगा अक्सर यह ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी विशेष आसन का विकल्प चुनते हैं तो हम स्वयं भी इन संदेशों को प्रेषित करने के बारे में नहीं जानते होंगे लेकिन दूसरा व्यक्ति जो हमें देख रहा है वह इन सूक्ष्म सुझावों के लिए अभेद्य नहीं है आइए हम कुछ सामान्य रूप से पाए जाने वाले आसनों पर ध्यान दें और वे पेशेवर परिस्थितियों में क्या संकेत देते हैं एक बहुत ही सामान्य आसन जो हमें आता है वह क्रॉस लेग्स है आमतौर पर इस स्थिति की व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पैरों को फैला कर आराम दिया जाता है या उन्हें टखनों पर रखकर क्रॉस किया जाता है या घुटनों पर क्रॉस किया जाता है या उनके घुटनों या टखने की प्रक्रिया में कितना तनाव होता है अगर पैरों को फैलाया जाता है और टखनों को शिथिल रूप से क्रॉस किया जाता है यह आमतौर पर एक आरामदायक स्थिति के लिए विकल्प है कार्य स्थल में हम अक्सर पाते हैं लोग इस आसन को करते हैं क्योंकि यह आरामदायक होता है हालांकि यदि क्रॉस कठोर है तो यह तनाव और चिंता का संचार करता है जो उस व्यक्ति को उस समय सामना करना पड़ रहा है इन क्रॉसों में दिखाई देने वाला तनाव और चिंता या तो सुरक्षात्मक या नकारात्मक हो सकता है लेकिन फिर भी यह विशेष व्यक्ति से बचाव या किसी दी गई स्थिति में खुद को ढालने की इच्छा को प्रदर्शित करता है दूसरी तस्वीर में हम पाते हैं कि लेग क्रॉस को हाथ क्रॉस द्वारा नक़ल किया गया है यह दर्शाता है कि व्यक्ति न केवल रक्षात्मक बल्कि भावनात्मक रूप से भी पीछे है और इसलिए परिवेश के प्रति असंवेदनशील है पेशेवर बातचीत के दौरान हम पाते हैं कि जिन लोगों ने इस पद को चुना है वो खुलकर संवाद में भाग नहीं लेते हैं वाक्य जो वे उपयोग करते हैं छोटे एन्क्रिप्ट होते हैं और वे हमेशा प्रस्तावों को अस्वीकार करने की जल्दी में होते हैं क्योंकि अक्सर वे विवरण की अनदेखी करते हैं और इसलिए आरामदायक वातावरण की सलाह दी जाती है ताकि लोग शरीर के आसन को चौड़ा कर सकें और उनके दृष्टिकोण में अधिक ग्रहणशील बन सके एक आराम की स्थिति का सुझाव देने के अलावाटखने के लॉक जो तनाव का सुझाव देती है वो व्यक्ति का रक्षात्मक रवैया भी प्रदर्शित करती है इसे एलन पीज़ ने भी समर्थन दीया है जिन्होंने टिप्पणी की है कि तीन दशक से अधिक दो लोगों के साक्षात्कार और बिक्री के यह नोट किया गया है कि जब यह साक्षात्कार लेते हैं अपने टखने को बंद करता है वह मानसिक रूप से अपने होंठ को काट रहे होते है शोधकर्ता हमें निर्णायक फैशन में बताते हैं कि यह तनाव लॉक में है जो बताता है कि कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत आराम से या नकारात्मक भावना को पकड़े हुए है नकारात्मक भावना जरूरी नहीं कि क्रोध या दूसरे के प्रति नापसंद हो यह अनिश्चितता या घबराहट या सामान्य स्थिति में आशंका और भय जो लोग आम तौर पर साक्षात्कार वगैरह के समय सामना करते हैं भी हो सकता है हालांकि अगर कुर्सी के नीचे पैर भी ले लिए जाते हैं तो यह सुझाव है कि व्यक्ति पीछे हटने का रवैया ले रहा हैं हममें से ज्यादातर लोग अपने टखनों और पैरों को बंद करते हैं जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे होते हैं जो या तो हमसे वरिष्ठ है या हम ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमें लगता है कि हमें रक्षात्मक रवैये पर होना चाहिए टखने के लॉक में हम कुछ लिंग अंतर भी पाते हैं पुरुषों के बीच टखने का लॉक अक्सर क्लेन्चेड मुट्ठी के साथ जोड़ा जाता है जो घुटनों पर आराम कर रहे हैं और अक्सर हाथ कसकर या तो कुर्सी पर या घुटनों को पकड़ते हैं इस पर निर्भर करता हैं कि दी गई स्थिति में व्यक्ति तनाव महसूस कर रहा है दूसरी ओर हम पाते हैं कि महिलाएं आमतौर पर थोड़े अलग आसन का विकल्प चुनती हैं भले ही उनके टखने बंद हैं वे अधिक संयमी अधिक औपचारिक रूप में आते हैंहालाँकि लिंग के बावजूद टखने के लॉक का संचार समान है सिर्फ कुछ मुद्राओं के चयन करने में अंतर हैं इस स्लाइड में हम दो आसन देखेंगे जो कार्यस्थल में भी समान हैं पहले यूरोपीय लेग क्रॉस के रूप में जाना जाता है जिसमें व्यक्ति आराम से बैठा है एक पैर को दूसरे पर रख कर इसमे हमेशा प्रमुख पैर दूसरे पैर पर होता है आम तौर पर लोग आराम की स्थिति को चुनते हैं एक झुकी हुई पीठ मुद्रा जो दर्शाती है कि व्यक्ति नियंत्रण में है जगह के साथ एक सकारात्मक संबंध है और उसी समय बल्कि संस्कृति हैं और एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में सामने आना चाहता है सामान्य तौर पर दर्शाता हैं कि व्यक्ति आक्रामक है उसकी तुलना में अगला आसन जो संख्यात्मक 4 मुद्रा के रूप में जाना जाता है कि व्यक्ति तर्कशील और स्वच्छंद हैं इस व्यक्ति के पास अन्य लोगों की राय के लिए सम्मान की कमी है हठ भी निश्चित है और यह अन्य लोगों के सुझावों के लिए खुला नहीं होगा और कुछ कमियों के होने के बावजूद लगातार अपनी राय रखता हैं संख्यात्मक 4 सामान्यतया वह आसन है जिसे औपचारिक स्थितियों में लोगों को बचने की सलाह दी जाती है इस स्लाइड में हम दो तस्वीरों को देख सकते हैं जो संख्यात्मक 4 के आसन की विविधताएँ हैं और विशेष रूप से अर्ध औपचारिक संवादों में और कार्यस्थल पर भी अपेक्षाकृत सामान्य हैं इस आंकड़े में चार पैर की क्लैंप स्थितियों में हम पाते हैं कि दोनों हाथ पैर पर जकड़ा हुआ हैं और एक पैर दूसरे पर क्षैतिज रूप से टिका हुआ है यह जिद्दी और सख्त दिमाग वाला व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति जो सुलाह के मूड में नहीं है अभी तक आराम महसूस करता है और बातचीत करने की एक अजीब स्थिति में हैं चूंकि हमारे हाथ से पैर की अकड़न का सुझाव है कि हम कुछ समय के लिए इस स्थिति में रहना चाहते हैं किसी भी बिक्री से संबंधित प्रस्तुतियों के दौरान ज्यादा संवाद नहीं हो रहे हैं या किसी भी बातचीत मेंयदि व्यक्ति ने इस प्रकार के रवैये का विकल्प चुना है तो हम कहेंगे की व्यक्ति को बल पूर्वक तरीके से उसके रवैये को रोकने के लिए प्रोत्साहित करें और जल्द ही मौखिक रूप से नहीं होगा और इसलिए उसकी कुछ अन्य रणनीति के बारे में सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है एक निश्चित प्रकार का डायवर्सन में सोचे ताकि यह क्लैंप की गई स्थिति पूर्ववत हो और व्यक्ति आराम कर सके और बहुत जल्द हम महसूस कर सकते हैं कि शरीर शिथिल है और मस्तिष्क भी कुछ संकेत भेज रहा है और इस स्थिति में अलग दृष्टिकोण लिया गया हैं कुछ अन्य स्थितियाँ हैं वह लेग ट्विन एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर महिलाओं में देखी जाती है लेकिन यह भीपुरुषों में भी वही है पैरेलल लेग्सकी स्थिति सामान्य रूप से एक स्त्री आसन से संबंधित है लेकिन फिर भी यह पुरुषों में भी पाया जा सकता है महिलाओं के बीच इसे एक स्त्री और सकारात्मक आसन माना जाता है यह एक आसन है जिसे ग्रूमिंग कक्षाओं में महिलाओं को सिखाया जाता है यह विश्वास और आकर्षण के एक निश्चित स्तर का भी सुझाव देता हैं हालाँकि पुरुषों में यह आम तौर पर किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है संवाद के दौरान यदि कोई व्यक्ति बैठते समय अपने पैर को जोर से मार रहा है तो यह सामान्य रूप से एक शांत कार्रवाई माना जाता है यदि यह बार बार किया जाता है यह व्यक्ति के तनाव को दर्शाता है हालाँकि महिलाओं में यह अक्सर एक चुलबुले इशारे से जुड़ा होता है और इसे दूर रहना चाहिए पहला महाराजा आसन है या लिंकल्नेस्कूय आसन जो एक आत्मविश्वास और साथ ही एक प्रमुख प्रकृति का सुझाव देता है यह एक विशेष कुर्सी पर बैठने का एक आश्वस्त तरीका है जहां हाथ बिना किसी तनाव के शांतिपूर्वक आराम कर रहे हैं और पैरों को मजबूती से ज़मीन से लगाया गया है अगर हम दो लोगों को एक ही स्थिति के लिए चुनते हैं और एक दूसरे का सामना कर रहे हैं तो संवाद आश्वस्त है और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते है दूसरा आसन तुरंत के रूप में आसन जाना जाता है यह उस व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जिसके पास सकारात्मक दृष्टिकोण हैं जो भी चर्चा की जा रही है उस पर सहमत हो गया है और इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है यह एक ऐसे व्यक्ति की मुद्रा है जो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैउदाहरण के लिए अब आगे बढ़ने के लिए कहाँ हस्ताक्षर करने हैं अगर यह भी एक इशारे के साथ जुड़ा हुआ हैमानसिक तोर पर अनुपस्थित होते हुए ठोड़ी को स्ट्रोक करना तो यह एक संकेत है कि वह व्यक्ति प्रस्ताव पर सहमत हो गया है और बिक्री को पिच किया जा सकता है कुछ अन्य मुद्राएँ जो अर्ध औपचारिक स्थितियों में देखी जाती हैं उदाहरण के लिए कार्यस्थल जहां सहयोगियों या टीम के सदस्य बहुत लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं वो जो बात पहले हुई है उस पर बैठ कर पैर फैला कर गैर स्वीकृति का सुझाव देते हैं यह एक आसन है जो बहुत आराम का सुझाव भी देता है हालाँकि चर्चा के दौरान यदि यह मुद्रा को लिया गया है तो यह बताता है कि व्यक्ति कुछ स्वीकार नहीं कर रहा है जो कि पहले हुआ था यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का ऊपरी हिस्सा कितना पीछे की और झुका है और इस झुकाव से पता चलता है कि व्यक्ति अपने आप को किसी घटना या किसी व्यक्ति से दूर रखने की कोशिश कर रहा है अगर हम दूसरी मुद्रा को देखें जिसमें एक व्यक्ति कुर्सी के हाथ के ऊपर पैर रखकर बैठा है हम आम तौर पर महसूस कर सकते हैं कि व्यक्ति आराम से खुला कर अनौपचारिक रूप में देख रहा है दूसरी ओर हमें लगता है कि वास्तविक भावनाएं इसके ठीक विपरीत हैं व्यक्ति न केवल अंतर देखा रहा हैं बल्कि अन्य लोगों के लिए एक निश्चित शत्रुता दिखाता है यह प्रमुख स्थिति या बेहतर स्थिति का संचार भी करता है और इसलिए इस आसन से बैठने वाले व्यक्ति से संबंधित होना मुश्किल है तीसरे आसन को दूसरे के विस्तार के रूप में लिया जा सकता है यह न तो अनौपचारिक है न ही सहकारी वास्तव मेंएक समूह परिस्थिति में कुर्सी के पीछे को ढाल के रूप में लिया गया है ढाल शायद अन्य लोगों या उस विषय पर लक्षित हो जिस पर चर्चा हो रही हैं और यह दूसरी मुद्रा के अर्थों को भी बनाए रखता है मुद्रा के सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थिति की समझ हमें हमारी मुद्राओं की मदद से नकारात्मक से बचने में मदद करती हैं और एक समूह बातचीत में दूसरे व्यक्ति के इरादे का संचार सही होता है जिस समय दूसरे लोगों से बात हो रही है उस समय जिस तरह हम अपने पैरों को रखते हैं वह दूसरे के प्रति हमारी भावनाओं को भी दर्शाता है अगर हम अन्य लोगो के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखें हैं तो हमारे पैर हमारे सिर और धड़ एक ही व्यक्ति को एक ही सुराग इंगित करते हैं और यह स्थिति हमें अपने प्रति अन्य लोगों के दृष्टिकोण की समझ देती है और इस के विपरीत भी दूसरी ओर यदि उदाहरण नकारात्मक है या इस रवैया में कुछ भिन्नता है तो पैर और धड़ अलग अलग दिशाओं की स्थिति में होंगेयह विचार दिए गए वीडियो में दिलचस्प रूप से दिखाया गया है फ़ीट की भाषा फ़ीट व्यक्ति के ईमानदार अंग हैं क्योंकि हम हमेशा जागरूक नहीं होते हैं हमारे फ़ीट क्या कर रहे हैं कुर्सी के पैरों के चारों ओर झुका हुआ हमारा एंकल दिखाता है कि वह व्यक्ति खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है यदि एक व्यक्ति पैर की एड़ी जिसमे पंजे आकाश की ओर इशारा करते है जमीन पर रखखे हैं तो वो लड़का या लड़की खुश है या खुद को निहार रहा है यह आमतौर पर दर्पण में होता है यदि पैर दोहन कर रहा है और कोई संगीत नहीं है इसका मतलब है व्यक्ति घबरा गया है या जाना चाहता है क्रॉस की हुई टखनों में फंसे पैरों के साथ बैठा व्यक्ति आराम या विश्वास महसूस कर रहा है जब किसी व्यक्ति के पैर क्रॉस हो जाते हैं और पैर हिलते हैं तो वे ऊब जाते हैं यदि पैर जिगली हो जाते हैं और थोड़ा नृत्य करते हैं तो व्यक्ति खुश या उत्साहित या दोनों है यदि किसी का शरीर आपकी ओर मुड़ जाता है लेकिन एक या दोनों पैर वह नहीं है तो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता एक या दोनों पैर किसी बात की ओर इशारा करते हैं जिसमे व्यक्ति को दिलचस्पी है इसलिए जब उनका पैर आपसे दूर जाता है आपको यह देखने होगा कि उनके पैर कहाँ इंगित किया गया है क्योंकि सबसे अधिक संभावना है कि वे क्या चाहते हैं या वे कहाँ जाना चाहते हैं आप को पता चल सके यदि एक पैर किकिंग शुरू कर देता है यह दिखाता है कि व्यक्ति दुखी है अगर पैर विस्तृत हैं तो व्यक्ति अलग महसूस कर रहा है और कभी कभी गुस्सा भी करता है लोग आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर एक पैर क्रॉस करते हैं जिसे वे पसंद करते हैं या उसके साथ सहज होते हैं और यह विपरीत तरीके से भी काम करता है यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो आप के साथ सहज नहीं हैं यह बहुत संभावना है कि आप अपने पैर को उनसे दूर करने जा रहे हैं और फिर जहाँ आप दो लोगों के बीच बैठे हैं जहाँ आप आराम से हैं और आपको अपने पैर को उनमें से एक से दूर क्रॉस करना हैं अर्थात् अजीब हैं लेकिन केवल आपके लिए अजीब है क्योंकि वे शायद नहीं जानते कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है और अंत में जब दो लोग एक साथ चल रहे हैं और उसी समय उनके कदम दाएं बाएं दाएं बाएं मिल रहे हैं वे एक दूसरे से बात करना चाहते हैं और वे शायद दोस्त हैं हालांकि तकनीकी रूप से एक नियम नहीं है लेकिन वे एक दूसरे से बात करना चाहते हैं यदि हमारे बैठने की मुद्रा हमारे दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ बताती है तो हमारे खड़े होने का तरीका भी हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार के कई पहलू को दर्शाता हैं पैर को अलग करना एक प्रभुत्व का संकेत है यह बिल्कुल स्थिर और अचल है ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो जमीन वगैरह पर खड़ा है यह खेल के लोगों में आम है यह आमतौर पर सुरक्षा बलों में भी दिखाई देता है और यह बेरहमी का प्रतिरूप हैव्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रूरता का मानसिक संदेश देना चाहता है एक व्यक्ति जो अपने तेजस्वी रुख का विरोध करता है वह पैरों के विस्तार पर मुहर लगाता है पैरों के विस्तार वाला रवैया व्यक्ति में ठंडक और जुझारूपन का संचार करता है और आम तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिसे किसी भी पेशेवर परिस्थिति के लिए चुना नहीं जाता है समानांतर या सावधान रुख एक औपचारिक स्थिति है जो बिना किसी प्रतिबद्धता के या तो रहने के लिए या जाने के लिए एक तटस्थ रवैया दिखाती है आम तौर परइस स्थिति में वे लोग आते हैं जो अधीनस्थ हैं जो सुरक्षा से संबंधित स्थिति रखते हैंजूनियर अधिकारियों में युवा स्कूली बच्चे जो किसी वरिष्ठ व्यक्ति से एक दिशा प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं यह व्यक्ति की निश्चित हिचकिचाहट को दिखाता है व्यक्ति में भिन्नता है और खुले तौर पर एक राय नहीं रख सकता है लेकिन फिर भी यह व्यक्ति की ओर से इच्छुक और तत्काल आज्ञाकारिता का संचार करता है बटरेस्स के रूप में सेवा करने की अनुमति देते है इस स्टैंड को अपनाने वाले लोग कभी कभी आराम से खड़े लोगों के रूप में सामने आते हैं हालाँकि यह सुझाव है कि व्यक्ति वास्तव में उसके चारों ओर क्या हो रहा है में दिलचस्पी नहीं रखता है या उसके बजाय पहले उपलब्ध अवसर पर दूर जाने की इच्छा रखता है जमीन पर दोनों पैरों के साथ खड़े अभी तक एक तटस्थ शक्तिशाली स्थिति है इस तस्वीर में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति पैरों के बीच मानक अंतर पर खड़ा है जो दृढ़ता से फर्श पर लगाए जाते हैं यह एक स्थिर और फोकस स्थिति है जो किसी भी तरह का जुझारूपन या अशाब्दिक शोर को प्रदर्शित नहीं करता है और इसलिए यह सामान्य रूप से एक औपचारिक और केंद्रित स्थिति के रूप में माना जाता हैकिसी भी पेशेवर स्थिति में हमारी बातचीत शुरू करने के लिए सबसे अच्छा हैं इसकी तुलना में पैर आगे की स्थिति से पता चलता है कि हम दूर चलने वाले हैं और यह आम तौर पर लोगों द्वारा एक लंबे और कठिन चाय के अंत में अपनाया जाता है अगर यह एक समूह की स्थिति में चुना गया है हम सबसे दिलचस्प या समूह का सबसे आकर्षक व्यक्ति की ओर अपने पैर का इशारा करते हैं यह समूह की स्थिति में उस व्यक्ति की ओर हमारा झुकाव दर्शाता है यह एक रुख है जिसे बेंट ब्लेड रुख के रूप में भी जाना जाता है जाहिर है एक रक्षात्मक नकारात्मक मुद्रा इसकी एक निश्चित कठोरता हैजो हाथ की कठोरता साथ ही चेहरे के भाव के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है यदि वे बंद और कठोर हैं तो कठोरता की सीमा महान है एक ही समय में इस आसन की गतिहीनता कुछ प्रतिबद्धता का सुझाव है क्योंकि इस रुख के लिए चुने गए व्यक्ति बातचीत के माध्यम से बैठ जाएगा बातचीत को बीच में नहीं छोड़ेगा और न ही चला जाएगा कभी कभी इसे प्रस्तुत करने के कार्य के रूप में लिया जाता है यह किसी भी अधीरता को व्यक्त नहीं करता है व्यक्ति वहीं रहेगा और रहना चाहता है हालांकि यह एक निश्चित स्तर की सुरक्षा या स्थिति का सुझाव देता है इसलिए हालांकि यह एक नकारात्मक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की रक्षात्मक और सुरक्षा का संकेत देती है यह जरूरी नहीं कि जल्दबाजी वाला आसन हो और यदि दूसरा व्यक्ति पेशेंट है तो हमें लगता है कि संवाद के माध्यम से इस स्थिति में नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है कभी कभी हम फ़िडगेटिंग फीट आराम से पैर की स्थिति के विपरीत और वे सुझाव देते हैं कि किसी व्यक्ति ने जल्दबाजी वाले रवैये को छोड़ने और पलायन करने के लिए इस स्थिति से दूर चले जाना चाहिए खड़े होने के दौरान एक व्यक्ति बार बार इस अधीरता को दिखने के लिए पैर को टैप करता है इसी तरह जब खड़े या बैठे होने पर पैर के साथ टैप करना अधीरता का प्रतीक है और उसी समय पर यह भी कहा जा रहा है की यह एक निश्चित अंसतोष का सुझाव दे सकता है कभी कभी इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने पैर से टैप कर रहा है उसे एक प्रतिनिधि पर पास होने में दिलचस्पी हो या संवाद में कुछ जोड़ने के लिए और इस स्थिति में व्यक्ति को भाग लेने और बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए पेशेवर स्थिति में फ़िडगेटिंग फुट के रूप में जाना जाता है पैर का पंजा जो अस्थिर रूप से संतुलित हैं और व्यक्ति लगातार आगे और पीछे झूल रहा है यह क्रिया दर्शाती है कि व्यक्ति आराम से बीमार है और एक समूह को नकारात्मक बातें सूचित कर सकता है उदाहरण के लिए व्यक्ति कुछ और सोच रहा होगा मुद्दे को छोड़ना या आगे बढ़ना या व्यक्ति को लगता है कि स्पीकर आश्वस्त नहीं है टेटेरिंग फ़ीट को आवश्यक रूप से एक नकारात्मक शरीरीक मुद्रा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से एक वक्ता और एक पद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है इंटरक्टैंट को जल्दी कारणों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि फ़ीट क्यों टेटेरिंग की स्थिति में हैं अस्थिरता क्यों है स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने और इसे संतोषजनक तरीके से हल करने के लिए स्टम्पिंग फ़ीट से हमारी दुश्मनी पता चलता है आम तौर पर यह व्यवहार बचकाना माना जाता है और वयस्कों में यह एक अत्यधिक क्रोध या अति निराशा का प्रतिबिंब है इससे हमेशा बचना चाहिए आइए हम देखें कि 45 डिग्री की खुली स्थिति के रूप में क्या जाना जाता है इस खुली स्थिति में तीन लोगों का व्यवहार देखा जाना है अगर दो लोग पहले से ही संवाद में तल्लीन हैं और तीसरे व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहते हैं जो दो लोग पहले से ही संवाद में हैं उनको इस तरह की स्थिति में जाना है कि तीसरे व्यक्ति को आमंत्रित किया गया लगता है यदि मूल रूप से संवाद में आए दो लोग बंद रवैये के साथ जारी रखते हैं और उनके पैरों या फ़ीट की स्थिति को छोटा सा भी न खोलें तो दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति के रूप में लगता है और इस स्थिति में भागीदारी असंभव हो जाती है बंद और खुले शरीर की स्थिति दूसरे लोग के साथ खुलकर बातचीत करने की हमारी इच्छा को दर्शाती है जैसा कि हम एक समूह या एक रंग में अधिक सहज महसूस करना शुरू करते हैं और हमें अन्य का पता चलता है हम आंदोलनों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और फिर जैसा पहली तस्वीर में दिखाया गया हैं हम रक्षात्मक स्थिति क्रॉस हाथ और पैरों के साथ चुनने के बजाय हम धीरे धीरे अधिक आराम और खुली स्थिति में जा सकते हैं जैसा कि दूसरे में दिखाया गया है यदि आप पहली तस्वीर में बॉडी सिग्नल इशारों और मुद्राओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति अनिश्चितता का भाव प्रदर्शित करते हैं दूसरी ओर दूसरे फोटोग्राफ में यह अपेक्षाकृत अन्य इशारे और आसन के माध्यम से प्रदर्शित की गई एक खुली स्वीकृति है नेट वर्किंग प्रतिस्पर्धा के दौरान इस वीडियो में पैरों और फ़ीट के मूवमेंट का विश्लेषण किया गया है हम उनकी मानसिक स्थिति का पैर और फ़ीट की स्थिति से अनुमान लगा सकते हैं जब वे किसी से बात कर रहे हैं या बातचीत के बीच में भाग लेने से पहले टॉपिक पैर और फ़ीट यदि आप अपनी प्रतियोगिता पर पैर करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि घुटनों के नीचे क्या चल रहा है यह तथ्य थोड़ा ज्ञात है कि पैरहमारे शरीर के दो सबसे अधिक अभिव्यंजक भाग हैं यह व्यक्ति कमर से ऊपर व्यस्त है लेकिन वास्तव में वह चाहता है कि वह दरवाज़े के बाहरचला जाये इस नेटवर्किंग इवेंट में इन लोगों को देखो जो आपको लगता है कि कोई और जगह जाना चाहते हैं जिसके पैर दरवाज़े की ओर इशारा कर रहे थे वो जाना चाहता हैं यहाँ यह बहुत स्पष्ट है ये दोनों लोग वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि उनके पैर और फ़ीट एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं वह एक स्थायी स्थिति में सच है वास्तव में जब आप दो लोगों को वार्तालाप में लगे हुए देखते हैं तब यह समझदारी होगी कि आप बाधा डालने की कोशिश न करें आप खुद को शर्मिंदा कर सकते हैं लेकिन यदि आप पहले से चल रही वार्तालाप में शामिल होना चाहते हैं तो दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं पहले एक दोसरा या त्रिगुट को खोजें जो किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना चाहता होपर आप कैसे बता सकते हैं कि वे अन्य व्यक्ति को शामिल करना चाहते हैं उनके पैरों और फ़ीट की स्थिति से हम को पता चल जायेगा बातचीत में शामिल होना का दूसरा तरीका एक नकलची होना है जब लोग अपने पसंद के लोगों के साथ होते हैं वे दूसरे व्यक्ति के शरीर की भाषा को कॉपी करेंगे हम उन लोगों को कॉपी करते हैं जिन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि हम एक दिमाग के हैं और इसलिए बाहर घूमने के लिए सुरक्षित हैं तोचल रही बातचीत में फिट होने का शानदार तरीका यह है कि पहले से बातचीत कर रहे लोगों को कॉपी किया जाए वे आप को समझेंगे और शामिल करने के लिए खुलेंगे हम सिर्फ बात कर रहे हैं आइए हम घुटने के बिंदुओं को देखें और वे हमारे दृष्टिकोण के बारे में क्या संकेत देते हैं घुटने के बिंदु ए और बी में जो हमें संख्यात्मक 4 आसन की याद दिलाते हैं हम पाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को अस्वीकार करने का रवैया दिखाया गया है यदि घुटने की दिशा अन्य व्यक्ति की ओर हैजैसा कि पहली तस्वीर ए में प्रदर्शित किया गया है यह दूसरा व्यक्ति या उसका बयान की प्रत्यक्ष अस्वीकृति है बी में हम पाते हैं कि तलवा दूसरे व्यक्ति की दिशा में चला गया हैं कुछ संस्कृतियों में इसे अत्यंत अपमानजनक रूप में देखा जाता है सभी संस्कृतियों में यह अस्वीकृति का एक आसन है और इसे अत्यधिक नकारात्मक माना जाता है इसे बातचीत का खुला प्रवाह तुरंत बंद हो जाता है और किसी भी संवाद में हानिकारक है यह हमारे पैर की उंगलियों की स्थिति है जो हमारे दृष्टिकोण की सकारात्मकता या नकारात्मकता का सुझाव देती है ऊपर की ओर इशारा करते हुए पैर की उंगलियों का सुझाव है कि व्यक्ति अच्छे मूड में है या सुनने की संभावना है जो सकारात्मक है उदाहरण के लिए यदि कक्षा में पिकनिक की घोषणा की जाती है तो अधिकांश उत्साही छात्र तुरंत अपने पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाते हैं अगर हम एक व्यक्ति को देखो जो फोन पर बात कर रहा है और फिर पैर की उंगलियों का ऊपर की ओर इशारा कर देता हैं इसका मतलब अच्छी खबर है या कम से कम एक सुखद वार्तालाप है कबूतर के पैर की तरह उंगलिया जब पैर अंदर की ओर इशारा कर रहे हैं एक निश्चित नम्रता दिखाता है और यह संवाद के दौरान अन्य प्रमुख भागीदारी के नेतृत्व में हमारी इच्छा को दर्शाता है कबूतर के पैर की तरह अंगुली शरीर को कम खतरे में डालने के लिए छोटा कर देती है यह हमारी विनम्रता और अन्य लोगों के वर्चस्व में होने की हमारी इच्छा को भी दर्शाता है यह उन इशारों में से एक होने के लिए भी होता है जिनका उपयोग फिल्मों में भावनाओं के भंडार के लिए किया जाता है इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ कैरोल किनसे गोमन अलग अलग स्थिति में किसी के पैर के विश्लेषण के बारे में बता रहे हैं उनकी शारीरिक भाषा को नियंत्रित करें वे ज्यादातर अपने चेहरे के भावहाथ के इशारे और हाथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जब से पैर और फ़ीट बेखबर हो जाते हैं यहाँ ही सत्य हमेशा पाया जाता है मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं अगर आप एक सहकर्मी से बात कर रहे हैं जिसका ऊपरी शरीर आपकी ओर है लेकिन जिसके पैर और फ़ीट दरवाजे की ओर हैइसका मतलब कि बातचीत ख़त्म हो गई हैं और वह जाना चाहती है पैर की स्थिति का पता चलता है भले ही कोई अपने पैरों को क्रॉस करके बैठाया गया हो उदाहरण के लिये अगर मैं आपके बगल में बैठा हूँ और आप यहाँ पर हैं तो मेरा पैर क्रॉस हैं और मेरे पैर के अँगूठे आपकी ओर संकेत कर रहे हैं तो यह संकेत है कि आप जो कह रही है उसमें मुझे दिलचस्पी है लेकिन अगर मेरे पैरों क्रॉस हैं और पैर की अंगुली आपसे दूर हैं तब आपने शायद मेरी रुचि खो दी है फ़ीट और पैर बाहर निकले हुए का मतलब है कि कोई व्यक्ति आराम या सुरक्षित महसूस करता है लेकिन जब टखने लॉक और वापस ले लें या यहां तक कि उसे कुर्सी के पैरों के चारों ओर लपेटें तब वो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है टैपिंग बाउंसिंग हमारे पेशेवर पोकर खिलाड़ी खुश पैर के रूप में संदर्भित करते हैं पोकर में यह एक उच्च आत्मविश्वास है कि खिलाड़ी को लगता है कि वो मजबूत है व्यापार वार्ता में एक समान संकेत है यदि आप किसी के पैरों को बाउंसिंग करते हुए या जिग्गलिंग करते हुए नोटिस करते हैं और कंधे उस उछाल की प्रतिक्रिया हैं आप बहुत अधिक आश्वस्त हो सकते हैं की व्यक्ति को लगता है कि उसे एक अच्छी सौदेबाजी की स्थिति मिल गई है हमारे पैरों की स्थिति और हमारे फ़ीट की स्थिति में किसी भी सुझाव की मेरी चर्चा को बंद करता हूँ मेरे अगले मॉड्यूल में हम पैरालेंग्वेज पर चर्चा करेंगे धन्यवाद